मैं यहां पर कुछ उदाहरण समझाता हूं यदि आपके पास सीक्वेंस है जैसे ATATACGGGCAGCAGC जोAT कंटेंट औरGC कंटेंट कितने होंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कुछ पाएंगे जिनमेंAT ज्यादा और कुछ मेंGC ज्यादा होगा AT कंटेंस ज्यादा हो तो यह बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल होगा और यदिGC ज्यादा हो तो यह कुछ rigid होगा यदि ऐसी जगह देखें जहां सीक्वेंस ज्यादा हो तो यहां पर ज्यादा फ्लैक्सिबल होने के कारण यह प्रोटीन साइड से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा यह कंफर्मेशन चेंज कर G सकता है और इसकी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इस तरह हमAT याGC कंटेन से फ्लैक्सिबल या rigid सीक्वेंस पहचान सकते हैं आप समझते हैं की GC कंटेंट क्या है GC कंटेंट का मतलब है कि किसी सीक्वेंस में औरC का क्या पर्सेंट है जैसे एक सीक्वेंस में G का नंबर 5 है औरC का नंबर4 है तो टोटल नंबर क्या होगा जैसे एक सीक्वेंस में G का नंबर 5 है औरC का नंबर4 है इसके लिए हम पहले Gका नंबर लेंगे तो यदि यहां परG 12345 Gहै C का नंबर1234 अर्थात4 है तो टोटल नंबर क्या होगा अर्थात16 अबGC कंटेंट को 16 से कैलकुलेट करेंगे G कंटेंट5 है प्लस4 C content है G 5 C4 9मतलब9 A का नंबर कितना है स्टूडेंट5 और T स्टूडेंट2 तोAT कंटेंट 7 हुए स्टूडेंट716 छात्र4375 तो इस तरह आप कंटेंट पता कर सकते हैं को derive करेंगे तो यदि न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो इनमें बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे जिन्हें हमकैलकुलेट कर सकते हैं जैसे एक उदाहरण है rigidity और flexibility बेस में rigidity होती है डीएनए है तो 4 ठीक है किंतु दाएं अब हम बहुत सारे सीक्वेंस पर आधारित पैरामीटर्स न्यूक्लियोटाइड्स में यह16 होगी 16 न्यूक्लियोटाइड किंतु यदि पेयरिंग देखें तो 16 डिवाइड होगा तो यह रिड्यूस होकर 10 हो जाएतो1610 होगा उदाहरण के तौर परAएक है यदि यहCA हो तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा स्टूडेंटTG इसका रिवर्स क्या होगा स्टूडेंटGT सही अब यदिAC औरGT देखें तो यह समान हैं दूसरा उदाहरण यदिAC ले याCA ले तो यहGT के बराबर होगा यदि यहां934 है तो दूसरा भी934 होगा इसी तरह यदिTA याAT हो तो कंप्लीमेंट्री क्या होगा स्टूडेंटTA यदि यहां रिवर्स हो तोAT होगा तो इस तरह से 10 पेयर हैं तो यह डाई और यदि ट्राई के लिए जाएं तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी स्टूडेंट64 64 पॉसिबिलिटीज यदि यह कंप्लीमेंट्री हो तो नंबर32 होगा यदि डाई न्यूक्लियोटाइड हो तो यह पेयर बनाता है किंतु ट्राई न्यूक्लियोटाइड होने पर तो पहले फ्लैक्सिबिलिटी पर कार्य करेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड लेने का फायदा है देखते हैं डाईन्यूक्लियोटाइड में कम इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि हमारे पासकम मात्रा की पॉसिबिलिटी होती है जबकि ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है क्योंकिDAA होता है इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है इस तरह ट्राई न्यूक्लियोटाइड ज्यादा उपयोगी है अब यदि टेट्रान्यूक्लियोटाइड देखें इनके उपयोग से क्या फायदा या नुकसान होगा टेट्रा न्यूक्लियोटाइड एमिनो एसिड की तरह होंगे वैसे कितने अमीनो एसिड होते हैं यदि 20का पेयर किया जाए तो400 होंगे क्योंकि2020 होगा छात्र8000 8000क्योंकि एड्रेस समान है तो यदि हम हल करना चाहे तो उसी डाटा का उपयोग करेंगे अब यदि फीचर्स को derive किया जाएतो उदाहरण के तौर पर1000 या10000 सीक्वेंस ले तो एक सिंगल एमिनो एसिड के लिए हमें बहुत ज्यादा डाटा प्राप्त होगा यदि हम डाई के साथ जाएं तो हमारा डाटा डिस्टर्ब दिखाई देगा किंतु यदि ट्राई के साथ जाए तो यह फैला हुआ दिखाई देगा कुछ केसों में यहां जीरो मिलेगा इसी तरह न्यूक्लिक एसिड देखें तो यदि डाई लें तो एक अच्छे नंबर का डाटा मिलेगा किंतु ट्राई लेने से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और यदि टेट्रा ले तो बैटर इंफॉर्मेशन मिलेगी किंतु डाटा का नंबर कम हो जाएगा यह सिग्निफिकेंट नहीं है यदि ट्राई न्यूक्लियोटाइड ले तो भी कुछ केसेस में यह सिग्निफिकेंट नहीं है डाटा मिलता है इसे कैसे प्राप्त करें डीएनए फ्लैक्सिबिलिटी के केस में इसे बहुत तरह से पाया जा सकता है यदि डीएनए को एक राड माने तो यदि हम वन बेस फिर फिर सेकंड और फिर थर्ड बेस अब इसे हम मोड सकते हैं इसके लिए हम फोर्स लगाएंगे अब किसी तरह का फोर्स हम पूरे न्यूक्लियोटाइड में लगाएंगे और देखेंगे यह किस तरह से मुड़ता है आप ट्राई न्यूक्लियोटाइड की फ्लैक्सिबिलिटी या रिजेडिट को देखते हैं यदि आपके पास 3D स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर कहां से मिल सकता है न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस औरPDB प्रोटीन डाटा बैंक है यदि आप सभी ट्राई न्यूक्लियोटाइड स्टेप ले और पूरे डीएनए स्ट्रक्चर को पीस में कट करें तोयदि इन पीस की ओवरलैपिंग भी हो तो तो भी आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं तो आप डीएनए का डायमीटर चौड़ाई मोटाई देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह02A है यदि आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो सीधा नहीं है यह मुड़ा हुआ है तो आप इसके बैंडिंग एंगल को देख फ्लैक्सिबिलिटी हो इससे रिलेट कर सकते हैं यदि आपको यंग मॉड्यूल पता हो यंग मॉड्यूलर क्या है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो स्ट्रेस क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया तो हम देखें यह सर्कुलर रोड सिलेंडर है जिसका रेडियस पता चल सकता है तो यदि आप एरिया कैलकुलेट करें हमें फोर्स मालूम हो जैसे यहां480 पिको न्यूटन है यदि हम इसे कांस्टेंट रखें तो हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम STRAIN कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन को बढ़ाने पर उसे ओरिजिनल डायमेंशन से भाग दिया जाता है तो यदि यदि कोई चेंज ना हो तो यह स्ट्रेट रहेगा अब हम 3D स्ट्रक्चर में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पहले वाले थे चौथे वाले का अब डिस्टेंस देखते हैंX1Y1 Z1और X2Y2Z2 अब इस डिस्टेंस को ओरिजिनल डिस्टेंस से कैलकुलेट कर डिफरेंस देखते हैं अब इसके द्वारा आने वाले डिफरेंस सेRIGIDITY कैलकुलेट करते हैं यह यंग मॉड्यूलर का सीधा तरीका है जिसे ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स के विभिन्न प्रकार के लिए उपयोग किया जा सकता है यहां rigidityफ्लैक्सिबिलिटी की इन्वर्स होती है तो इस तरह हमें डाटा प्राप्त हो सकता है हम डाटा बैंक में उपलब्ध न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स को लेकर इन्हें ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स में काटकर डायमेंशन पता कर सकते हैं और डिस्टेंस होने पर इन में क्या परिवर्तन आता है देख सकते हैं इसके द्वारा हम strain औरstress पता कर सकते हैं तो strainstress यंग मॉड्यूलर होता है जिससे वैल्यू पता की जा सकती है तो यदि आप वैल्यू को देखें तो कुछ न्यूक्लियोटाइड rigidऔर कुछflexible होंगे उदाहरण के तौर परATA तो इसकी वैल्यू क्या है यह236 होगा यह फ्लैक्सिबल हैअब यदिCCC याGGG ले तो यह वैल्यू607 है यह rigid है तो यदि हम नॉन वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर करें तो अधिकतर मैच कर जाएंगी किंतु मुख्य परेशानी इस टेबल के साथ है कि कभी कभी कुछ केस में बहुत कम डांटा है यदि ज्यादा नंबर के न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर उपलब्ध है तो हम इन सभी स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इसे रिवाइंड करें तो कुछ केस में यदि यह27 या49 हो कुछ केस में यह बहुत कम जैसे1 या2 हो तो इन केस में डाटा सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो हमें ज्यादा डाटा चाहिए किंतु फिर भी हम इसे ट्राई न्यूक्लियोटाइड के स्टीफनेस को देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं हाइड्रोजन बांड का यह उदाहरण है इसे कैलकुलेट कर फ्लैक्सिबिलिटी या rigidity देखी जा सकती है इसके अलावा हमारे पास base stacking energies dataहोता है यदि आपके पास दोbases stacked हैं तो इनके बीच में कितनी एनर्जी है इसे हम पोटेंशियल से से कैलकुलेट कर सकते हैं हम अलग अलग तरह के इंटरेक्शन जैसे वंडरवॉल' इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन देख सकते हैं और यदि दो bases ले तो उनके बीच की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहbase stacking energy होती है तो यदि हम अलग अलग डाई न्यूक्लियोटाइड डाटा देखें तो यहां में डीएनए और आरएनए दोनों के डाटा बताता हूं तो आप देख सकते हैंACGUT औरACGUT क्योंकि यू आर टी एक साथ नहीं आ सकते तो प्रत्येक केस के लिएA याA औरC A औरG A औरU133 होंगे औरA और T183 होंगे आपके पासBASE STACKING ENERGY के लिए टेबल होगी अब यदि हमारे पास अलग अलग पैरामीटर के लिए वैल्यू उसके सेट है और यदि हमारे पास और दूसरे पैरामीटर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी और मेल्टिंग टेंपरेचर आदि है आपके पास सीक्वेंस है तो आप किसी भी डीएनए सीक्वेंस की सामान्य प्रॉपर्टी को देख सकते हो अब हम दो उदाहरण एकrigidity और दूसराbase stacking energy लेंगे यदि हमAT ATA C GG CA सीक्वेंस ले तो पहले ओवरलैपिंग सेगमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड यदि हम ट्राई न्यूक्लियोटाइड ले जैसेATA और इनका नंबर 11 हो तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी Student 9 छात्र9 सही9 ट्राई न्यूक्लियोटाइड स्टेप्स अब इनकी वैल्यू टेबल से देखने परATA की236 है TAT के लिए भी यह वैल्यू236 ही रहेगी

TAC की वैल्यू97 है इन सब को जोड़ने पर3174 आता है जिसेTAC की वैल्यू से विभाजित करने परपॉसिबिलिटी नाइन होगी और यदि3174 और को 9 से डिवाइड करें तो353 होगापावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तो आपrigidity का एवरेज नंबर एकदम सहीप्राप्त करेंगे यह एक डीएनए सीक्वेंस के ट्राई न्यूक्लियोटाइड का नंबर है अब यदि आपbase stacking energyदेखना चाहे तो हमारे पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड का डाटा है तो आप डाई न्यूक्लियोटाइड का डाटा भी ले सकते हैं तो हमें डीएनए सीक्वेंस को ओवरलैपिंग डाई न्यूक्लियोटाइड से डिवाइड करना होगा हम देखते हैं कि कितने डाई न्यूक्लियोटाइड स्टेप्स है11 110 ATको कैसे क्लासिफाई करेंगे TA फिरATTAAC इसी तरह से आपAT की वैल्यू देखें183 होगीTA की वैल्यू183 है की वैल्यू183 है इन वैल्यू को जोड़कर16314 आएगा जिसेn से डिवाइड करते हैं यह10 डाय न्यूक्लियोटाइड्सहै अतः इन्हें10 से डिवाइड करेंगे1631 किलोकैलोरी पर मोल अब यदि आपके पास सीक्वेंस के सेट है आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्हेंrigid सीक्वेंस से कंपेयर कर सकते हैं और कौन से फ्लैक्सिबल सीक्वेंस है देख सकते हैं इसके द्वारा आप बेस्ट फैक्टर कहां है देख सकते हैं और किस भाग में प्रोटीन इंटरेक्ट करता है देख सकते हैं आप डीएनए ड्रग इंटरेक्शन या डीएनए इंटरेक्शन देखकर इसे कंप्यूटेशनल टूल से कैलकुलेट कर derive कर सकतेहैं अब आप एक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं यदि आपके पास सीक्वेंस है क्या आप एक सीक्वेंस बता सकते हैं तो आपbase stacking energy कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस प्राप्त करेंगे हमें ओवरलैपिंग डाई न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होंगे अब टेबल से हमbase stacking energy कैलकुलेट करेंगे

हम सभी डाई न्यूक्लियोटाइड के लिए एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस तरह प्रत्येक स्टैकिंग के लिए वैल्यू ए साइन हो जाएगी प्रक्रिया 2 स्टेप में होगी पहले पूरा जोड़ लेकर उसे टोटल नंबर से विभाजित कर देते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड का नंबरn 1 होगा तो यहां यह सिगमा है i base स्टैकिंग एनर्जी है तो यहांGbs रखने पर आई डाय न्यूक्लियोटाइडका नंबर होगा तो इन्हें जोड़कर डिवाइड करने पर न्यूक्लियोटाइड का नंबर n 1 होगा Rigidity को फ्लैक्सिबिलिटी की तरह ही देखा जा सकता है किंतु यहां पर 230 न्यूक्लियोटाइड की जगह ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेंगे आप इनका सीक्वेंस ओवरलैपिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रूप में बनाते हैं अब टेबल में देख कर वैल्यू को लेकर इन्हें जोड़ते हैं N न्यूक्लियोटाइड का नंबर है इसेn 2 क्योंकि ट्राई न्यूक्लियोटाइड के लिए यह वैल्यू होती है Ei सिगमा है i की वैल्यू वन है n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है यदि आपके पास डाटा है तो आप प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड या डाई न्यूक्लियोटाइड और ट्राई न्यूक्लियोटाइड के लिए वैल्यू पता कर सकते हैं और ओवरलैपिंग डाईन्यूक्लियोटाइड से विभाजित कर rigity कैलकुलेट कर सकते हैं हमें rigidity वैल्यू की क्यों आवश्यकता होती है इसकी क्या इंपोर्टेंस है समझते यदि आपके पास प्रोटीन है और इंटरएक्टिव डीएनए है तो आप इनकी बाइंडिंग एफिनिटी समझेंगे इसके लिए बहुत सारे डेटाबेस उपलब्ध है जो प्रोटीन डीएनए कांप्लेक्स के बारे में समझा सकते हैं कभी कभी एक प्रोटीन अलग अलग डीएनए से इंटरेक्ट करता है इस समय एफिनिटी अलग अलग होती है इस तरह अंतर डीएनए सीक्वेंस के कारण आता है अतः यह आवश्यक है की डीएनए सीक्वेंस और उसके अलग अलग पैरामीटर समझे जाएं जैसेrigidity और फ्लैक्सिबिलिटी क्योंकि यह डीएनए सीक्वेंस के आधार पर बदलती रहती है अब हमारे पास फ्री एनर्जी वैल्यू है Gहै आपके पास E वैल्यू भी है उदाहरण के तौर पर यहां ΔG1 ΔG2 ΔG3अलग अलग कांप्लेक्स के लिए हैं जैसे प्रोटीन डीएनए कंपलेक्सेस तो यदि यहy औरx यहां अलग अलग पेरेमीटर जैसे rigidity है तो आप सीक्वेंस से कंप्यूट कर सभी पैरामीटर देख सकते हैं तोआप सभी पैरामीटर को प्लॉट कर सकते हैं इन्हें डेल्टाG से कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं की कौन सा पैरामीटर फ्री एनर्जी के साथ फिट होता है तो इस तरह प्रोटीन डीएनए कॉन्प्लेक्स की बाइंडिंग एसिडिटी को समझने में बहुत सारे फैक्टर महत्वपूर्ण है

दूसरी तरफ आप इसे पोटेंशियल से भी देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कंपलेक्स पर निर्भर करता है यदि कॉन्प्लेक्स वेरी करता है तो केवल डीएनए साइड और डीएनए पार्ट महत्वपूर्ण है यदि अलग अलग प्रोटीन कॉन्प्लेक्स है जो भिन्न प्रोटीन और DNAसे बनते हैं तो यहां पर प्रोटीन सेderive होने वाले पैरामीटर औरDNA साइड पर के पैरामीटर देखना आवश्यक है अगली क्लास में मैं लगभग ऐसे 50 पैरामीटर के बारे में बताऊंगा यहां अलग अलग पैरामीटर देखे जाते हैं और इनकी बाइंडिंग फ्री एनर्जी से देखी जाती है जो पैरामीटर इसके साथ रिलेट होता है का उपयोग बाइंडिंग एफिनिटी समझने के लिए किया जाता है यदि आप फ्लैक्सिबिलिटी औरrigidity के साथ फ्री एनर्जी का संबंध देखें तो समझेंगे कि यह पैरामीटर मुख्य रूप से प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है यदि आप फ्लैक्सिबिलिटी औरrigidity के साथ फ्री एनर्जी का संबंध देखें तो समझेंगे कि यह पैरामीटर मुख्य रूप से प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है अब प्रॉपर्टी को predict करते हैं उदाहरण के तौर पर डीएनए की साइट पर कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं तो यह फ्लैक्सिबिलिटी के कारण होगा यह महत्वपूर्ण है इसके द्वारा बाइंडिंग एफिनिटी पता चलती है तो यदि डीएनए सीक्वेंस में आप चेंज करें या म्यूटएट करें तो देखेंगे एफिनिटी किस तरह से खत्म होती है यह एफिनिटी किसी भी बीमारी के साथ जोड़ी जा सकती है जैसे यदिp53देखें तो यह मुख्य रूप से प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन है बहुत से म्यूटेशन बहुत सारी बीमारियोंजैसे कैंसर में देखे जाते हैं यदि सीक्वेंस में परिवर्तन हो तो आप देखेंगे की बाइंडिंग एफिनिटी परिवर्तित हो जाती है जिससे कार्यों में परिवर्तन आ जाता है इसी तरह अलग अलग पैरामीटर देखने पर डीएनए प्रोटीन कॉन्प्लेक्स में इनके कारण होने वाले परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं इसी तरहRNA कॉन्प्लेक्स को भी देखा जा सकता है यदि आपके पास आर एन ए सीक्वेंस का डाटा है अब हम यहां पर पूरे लेक्चर को सनराइज करते हैं अभी तक हमने DNA के बेसिक उसके तीनों ग्रुप फास्फेट और शुगर को देखा हमने डीएनए और आर एन ए में अंतर देखा Purine और pyrimidine समझे डाई ईस्टर फास्फोड़िएस्टर बांड समझे इसके अलावाA का T से औरG काC सेPAIRING देखी तो यदि आपके पास सिंगल स्टैंड है तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड रिवर्स कंप्लीमेंट्री होगा कई तरह के प्रोग्राम लिटरेचर में उपलब्ध है जैसेEMBOSS इन्हें उपयोग कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से डीएनए सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस प्राप्त किए जा सकते हैं इसके अलावा सिक्स डिफरेंट फ्रेम्स जिसमें3 फॉरवर्ड और3 रिवर्स या अलग है और यदि हम स्ट्रक्चर सीक्वेंस पैरामीटर ले तो हम बहुत सारी एप्लीकेशन और फंक्शन समझ सकते हैं